आगे हमें यह लोड्स इंस्ट्रक्शंस मिले है आप सोर्स इंडेक्ड रजिस्टर द्वारा इंगित किए गए कुछ बाइट्सको अक्यूमलेटर में लोड करना चाहते है और उस उद्देश्य के लिए हमें यह LODS B मिला है तो LODS B क्या करता है DS गुना 16 प्लस SI इस मेमोरी लोकेशन को AL रजिस्टर में कॉपी किया जाता है और यदि DF 0 के बराबर है तो SI वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाता है और यदि DF 1 के बराबर है तो SI वैल्यू को डिक्रिमेंट किया जाता है यदि LODS B में REP प्रीफिक्स रिपीट प्रीफिक्स है तो ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि CX 0 के बराबर नहीं हो जाता है इस तरह यह रिपीट प्रीफिक्स REP प्रीफिक्स करैक्टर स्ट्रिंग को स्कैन करने और करैक्टर स्ट्रिंग को एक के बाद एक अक्यूमलेटर में लोड करने और कुछ ऑपरेशन्स करने के लिए उपयोगी है इस तरह हमें यह LODS W मिला है तो यहाँ भी यह वही ऑपरेशन कर रहा है जहाँ यह MA और MA प्लस 1 द्वारा इंगित मेमोरी लोकेशन सामग्री को AX रजिस्टर में लोड कर रहा है फिर LODS के ठीक विपरीत हमें STOS स्टोर स्ट्रिंग मिला है तो यह स्टोर स्ट्रिंग एक बाइट या वर्ड को संग्रहीत करेगा मेमोरी एड्रेस की गणना ES गुणा 16 प्लस DS के रूप में की जाती है चूंकि अब हम स्टोर करने जा रहे है इसलिए स्टोर STOSडेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर या DI रजिस्टर का उपयोग करता है तोडेस्टिनेशन एड्रेस ES DI होगा और इसका उपयोग किया जाएगा STOSB यह AL रजिस्टर की सामग्री को मेमोरी एड्रेस MAE पर कॉपी करेगा फिर से वही बात अगर DF 0 है तो DI को इंक्रीमेंट किया जाता है यदि DF 1 है तो DI को डिक्रिमेंट किया जाता है इसके अलावा हमें STOSW मिला है जहां यह वर्ड संग्रहीत किया जाएगा AX को MAE और MAE प्लस 1 में दो क्रमिक बाइट्स में संग्रहीत किया जाएगा तो इस तरह हम इस स्टोर ऑपरेशन को कर सकते है अगली श्रेणी में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है जैसे STC सेट कैरी यह कैरी फ्लैग CF को 1 पर सेट करेगा फिर CLC या क्लियर कैरी यह कैरी फ्लैग को क्लियर करेगा फिर CMC या कॉम्प्लीमेंट कैरी तो जो भी कैरी की कम्प्लीमेंटेड वैल्यू होगी वह CF में आ जाएगी फिर STD सेट डायरेक्शन फ्लैग DF यह PSW रजिस्टर में एक बिट है स्ट्रिंग ऑपरेशन्स के लिए आपको इसे सेट करने और इसे रीसेट करने की आवश्यकता है STD यह डायरेक्शन फ्लैग को 1 पर सेट करेगा और क्लियर D डायरेक्शन फ्लैग को 0 पर रीसेट करेगा इस तरह इंटरप्ट के लिए हमारे पास STI और CLI है STI इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए है और इंटरप्ट को क्लियर करने के लिए हमें CLI मिला है फिर NOP जो नो ऑपरेशन है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा फिर हॉल्ट तो इंटरप्ट सेट होने के बाद रुकना होगा कुछ समय बाद इंटरप्ट आएगा और प्रोसेसर को सामान्य ऑपरेशन में बढ़ाएगा लेकिन यह हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है फिर वेट इंस्ट्रक्शन है यह टेस्ट पिन एक्टिव होने का इंतजार करेगा यह तब उपयोगी होता है जब आपको सिस्टम में कई मास्टर्स मिले हो तो प्रोसेसर वेट इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करता है और वेट इंस्ट्रक्शन में यह तब तक इंतजार करता है जब तक कि कुछ बाहरी डिवाइस या बाहर का मास्टरटेस्ट पिन को सिग्नल नहीं भेजता और जब टेस्ट पिन पर सिग्नल आता है तो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि अब इसे जारी रखने का समय है इसलिए यह अपने पिछले इंस्ट्रक्शन के साथ जारी रहेगा जो कुछ भी यह कर रहा था यह वेट इंस्ट्रक्शन टेस्ट पिन के एक्टिव होने की प्रतीक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है फिर हमें ये एस्केप ओपकोड मेमोरी रजिस्टर Escape opcode memory register प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मिले है तो इंस्ट्रक्शंस के सामने एस्केप है इनका उपयोग कोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए किया जाता है 8086 में यह सुविधा मिली है कि यह कुछ ऑपरेशन्स के लिए कोप्रोसेसरका समर्थन कर सकता है और यदि आपके पास ऐसे कोप्रोसेसरइंस्ट्रक्शनऑपकोड्स है तो 8086 यह समझ नहीं पाएगा अगर इसे पता चलता है कि एस्केप बिट सेट है ऑपकोड को एस्केप मिल गया है तो यह समझ जाएगा कि यह कोप्रोसेसरके लिए है और यह कोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन भेज देगा फिर एक लॉक इंस्ट्रक्शन है यह अगले इंस्ट्रक्शन के दौरान बस को लॉक करेगा तो यह कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है उनका उपयोग नियंत्रण को किसी विशिष्ट डेस्टिनेशन या टारगेट इंस्ट्रक्शन पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है तो मूल रूप से इसमें जम्प प्रकार के इंस्ट्रक्शन शामिल हैजैसे यदि आप किसी अन्य लोकेशन पर कूदना चाहते है या कॉल प्रकार के इंस्ट्रक्शन यदि आप एक सबप्रोग्राम को कॉल करना चाहते है तो इस तरह से यह एक या कॉल इंस्ट्रक्शन हो सकता है यह कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस फ्लैग्स को प्रभावित नहीं करते है क्योंकि वे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर रहे है इसलिए वे फ्लैग्स को प्रभावित नहीं करते है तो 8086 के कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में कॉल इंस्ट्रक्शन है कॉल रजिस्टर मेमोरी या डिस्प्लेसमेंट 16 CALL regmemdisp 16 हो सकता है कॉल इंस्ट्रक्शन सबरूटीन को कॉल करता है तो कॉल रजिस्टर मेंरजिस्टर में कोड सेगमेंट रजिस्टर से ऑफसेट होगा जिस पर यह सबरूटीन लोड किया गया है और यह उस विशेष एड्रेस पर जाएगा इसी तरह कॉल मेमोरी में मेमोरी में ऑफसेट होगा और फिर CS के संबंध कि मेमोरी को जोड़ा जाएगा और यह उस विशेष एड्रेस पर जाएगा फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 16 है यहां इमीडियेट डिस्प्लेसमेंट निर्दिष्ट किया जा सकता है और कॉल के लिए इसे डेस्टिनेशन एड्रेस के रूप में लिया जा सकता है इसी तरह हमें जंप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी डिस्प्लेसमेंट 8 और डिस्प्लेसमेंट 16 मिला है आप देखते है कि यह डिस्प्लेसमेंट 8 इस रिलेटिव जम्प के लिए है और बाकी चीजें जम्प इंस्ट्रक्शंस है और फिर सबरूटीन से लौटने के लिए एक रीटर्न इंस्ट्रक्शन है 8086 के कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इन ब्रांच इंस्ट्रक्शंस मे कुछ कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस साइंड या अनसाइंड हो सकते है वे फ्लैग्स की जांच करेंगे और यदि कंडीशन सही है तो IP के कंटेंट को मॉडिफाइड करके प्रोग्राम कंट्रोल को उसी सेगमेंट में नए मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो IP रजिस्टर सामग्री को अपडेट किया जाता है ताकि यह अगले एड्रेस पर जम्प कर सके इसलिए यदि आप दोनो के बीच अंतर करने की कोशिश करते हैतो यह इस तरह है इन इंस्ट्रक्शंस में कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है हमें यह JE मिला हैजो जम्प इफ इक्वल है फिर JNEजम्प इफ नॉट इक्वल JG जम्प इफ ग्रेटर JGE जम्प इफ ग्रेटर दैन ऑर इक्वल JLजम्प इफ लेस दैन JLE जम्प इफ लेस दैन ऑर इक्वल इंस्ट्रक्शंस है इसी तरह हमारे पास यह JZ भी हो सकता है JE और JZ एक जैसे है वे जीरो फ्लैग की जांच करेंगे JZ भी जीरो फ्लैग की जांच करेगा इसी तरह JNE और JNZ एक समान है इस तरह इंस्ट्रक्शन सेट में रिडंडेंसी है लेकिन वह उपयोगी हो सकते है एक प्रोग्रामर निमोनिक्स का एक क्लास पसंद कर सकता है तो ऐसा किया जा सकता है दूसरी ओर इस अनसाइंड कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग है जैसे यह जम्प ऑनलेस तो हमें यहां जम्प इफ बिलो JB इंस्ट्रक्शन मिला है इसी तरह जम्प इफ नॉट अबोवऑर इक्वल तो यह JB के समान है तो वे अनसाइंड है वे साइन बीट की जांच नहीं करते जबकि साइंड इंस्ट्रक्शंस वास्तव में साइन बिट की जांच करते है अन्यथा दोनों समान है यह कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस फ्लैग्स को प्रभावित करते है जंप ऑन कैरी में यदि कैरी फ्लैग सेट है तो यह जंप करेगा JNC के लिए यह कैरी फ्लैग नॉनज़रो होने की जाँच करेगा इस तरह से इन व्यक्तिगत स्टेटस बिट्स की जाँच की जाएगी और अनुरूप जंप किया जाएगा यदि आप इस IO पोर्ट एक्सेस के बीच तुलना करने का प्रयास करते है तो वे दो प्रकार के एक्सेस हो सकते है एक मेमोरी मैप्ड IO है और दूसरा IO मैप्ड IO है मेमोरी मैप्ड IO के मामले में IO पोर्ट लोकेशंस को केवल मेमोरी लोकेशंस के रूप में एक्सेस किया जाता है तो IO डिवाइस को एक्सेस करने के लिए 20 बिट एड्रेस का उपयोग किया जाता है एड्रेस डिकोडर में कुछ सलेक्शन लाइन होगी जिसे इस IO डिवाइस में फीड किया जाएगा इसलिए उन डिवाइसेस को सिलेक्ट किया जाएगा जब वांछित 20 बिट एड्रेस को एड्रेस बस में डाल दिया जाता है IO पोर्ट या पेरीफेरल्स को मेमोरी लोकेशंस की तरह माना जा सकता है और मेमोरी से संबंधित सभी इंस्ट्रक्शंस का उपयोग IO डिवाइस और प्रोसेसर के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है तो यह मेमोरी मैप्ड IO ऑपरेशन है IO पोर्ट्स को मेमोरी लोकेशंस के रूप में माना जाता है डेटा को किसी भी रजिस्टर से पोर्ट्स तक ले जाया जा सकता है और इसके विपरीत भी किया जा सकता है जैसे आप मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच डेटा ट्रांसफर सकते है वैसे ही यहाँ भी आप उन सभी इंस्ट्रक्शंस का उपयोग कर सकते है परिणामस्वरूप डेटा मूवमेंट आसान हो जाता है और जब IO डिवाइसेस के लिए मेमोरी मैपिंग का उपयोग किया जाता है तो मेमोरी ऐड्रेसिंग करने के लिए पूर्ण मेमोरी एड्रेस स्पेस का उपयोग नहीं किया जा सकता है यह स्पष्ट है कि हम IO डिवाइस एक्सेस के लिए कुछ लोकेशंस को आरक्षित कर रहे है हम प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल सभी मेमोरी लोकेशंस का उपयोग नहीं कर सकते है यह केवल छोटे सिस्टम के लिए उपयोगी है जहां मेमोरी की आवश्यकता कम होती है इसलिए यदि आप अपने सिस्टम में पूर्ण एक मेगाबाइट मेमोरी स्पेस का उपयोग नहीं कर रहे है तो संभवतः आप IO डिवाइस को इस मेमोरी के एक भाग के रूप में डाल सकते है ताकि IO एक्सेस के लिए आपके पास अलग डिकोडर न हो इसलिए प्रोसेसर IO डिवाइस को एक्सेस करने के लिए मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशंस को एक्सेक्यूट करेगा और इस M IO बार पिन को हाई रखा गया है क्योंकि सभी एक्सेसेसमेमोरी एक्सेस है इसलिए भले ही आप IO एक्सेस कर रहे हो यह मूल रूप से मेमोरी ऑपरेशन है तो यह M IO बार पिन हाई पर सेट है दूसरी ओर हमें यह IO मैप्ड IO प्रकार का ऑपरेशन मिला है जहाँ हमने 8 बिट या 16 बिट IO पोर्ट एड्रेसिंग देखी है तो 8 बिट डायरेक्ट ऑपरेशन है डायरेक्ट एड्रेसिंग है और 16 बिट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है एकमात्र इंस्ट्रक्शन जो हम IO मैप्ड IO सुविधा में उपयोग कर सकते है वह है IN और OUT रजिस्टर और मेमोरी लोकेशंस के बीच अप्रतिबंधित MOV प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के विपरीत यहां IO डिवाइस और प्रोसेसर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए IN और OUT जैसे दो इंस्ट्रक्शंस प्रतिबंधित है इसलिए डेटा ट्रांसफर केवल अक्यूमलेटर और पोर्ट्स के बीच होता है इसका उपयोग रजिस्टर्स के किसी भी सेट के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जबकि मेमोरी मैप्ड IO के मामले में आप किसी भी रजिस्टर और IO पोर्ट के बीच डेटा ट्रांसफर कर सकते है मेमोरी ऐड्रेसिंग करने के लिए पूर्ण मेमोरी एड्रेस स्पेस का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि अब मेमोरी स्पेस इन IO डिवाइसेस द्वारा प्रतिबंधित नहीं है तो आपको IO के लिए मेमोरी लोकेशंस आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है तो यह पूर्ण मेमोरी स्पेस IO के लिए जा सकता है यह सिस्टम के लिए उपयुक्त है जिसमें बड़ी मेमोरी क्षमता की आवश्यकता होती है तो अगर आपको बड़ी मेमोरी क्षमता मिली है तो सिस्टम में मेमोरी डालने के लिए पूर्ण एक मेगाबाइट का उपयोग किया जाता है इसलिए उस स्थिति में IO डिवाइसेस के लिए हमारे पास अलग अलग IO मैप्ड IO होना चाहिए और इन IO मैप्ड IO डिवाइसेसको एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर IO रीड या राइट साइकल एक्सेक्यूट करेगा तो एक्सेक्यूशन में मेमोरी रीड राइट साइकल के बजाय यह IO रीड राइट साइकल है और उन स्टेटस बिट्स जैसे S0 S1 S2 S3 जो हमारे पास है उन स्टेटस फ्लैग से संकेत मिलेगा कि यह एक अलग प्रकार की एक्सेस कर रहा है और M IO बार लाइन को लो किया गया है यह लो है इसका मतलब है यह कुछ मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है तो इस तरह से इस M IO बार पिन को लो किया जाता है तो यह मेमोरी मैप्ड IO और IO मैप्ड IO के बीच मूल अंतर है तो आप देखते है कि ध्यान देने की प्रमुख बात यह है कि मेमोरी क्षमता एक मुद्दा है दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले IN और OUT इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पर सभी मेमोरी मूवमेंट तीसरी बात इन IO एड्रेसेस को डिकोड करने के लिए जो अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता होती है वह IO मैप्ड IO के लिए आवश्यक है और मेमोरी मैप्ड IO के लिए आवश्यक नहीं है अन्यथा वे दोनो समान है इसलिए हमारे पास मौजूद एप्लिकेशन के आधार पर हमें इन दो मैपिंग के बीच चयन करना होगा तो एक और दिलचस्प बात जो 8086 के साथ हुई है वह यह है कि जब यह बाजार में आया था तो इससे पहले 8085 था तो 8085 इंटरफ़ेस को 16 बिट एड्रेस डेटा बस मिली है यह डेटा बस भी मल्टीप्लेक्स थी तो एक साथ यह एक 16 बिट इंटरफ़ेस था इसलिए एक बोर्ड पर एक पीसीबी पर प्रोसेसर कुछ पिन लोकेशंस पर कब्जा कर रहा था और बस केवल 16 बिट था लेकिन अब अगर आप उस 8085 चिप को निकालते है और 8086 चिप लगाते है तो यह इनकम्पेटिबल हार्डवेयर डिवाइस बन जाता है क्योंकि अब आपको 20 बिट बस मिल गई है जिससे यह मुश्किल हो जाता है इसलिए यह इंटेल के लोगों ने क्या किया कि वे एक और प्रोसेसर 8088 के साथ आए आंतरिक रूप से जो 8086 के समान है लेकिन बाहरी रूप से इंटरफेस को मॉडिफाइड किया गया है तो हम इस 8086 और 8088 की तुलना में देखेंगे यहां एक्सेक्यूशन यूनिट समान है इंस्ट्रक्शन सेट समान है लेकिन बस इंटरफ़ेस यूनिट भाग में अंतर है 8086 के मामले में हमें 16 बिट डेटा बस लाइन्स मिल गई है जो AD0 से AD15 को डीमल्टीप्लेसिंग करके प्राप्त की गई है 8088 के मामले में हमें 8 बिट डेटा बस मिल गई है जो AD0 से AD7 को डीमल्टीप्लेसिंग करके प्राप्त की गई है 8086 में हमें 20 बिट एड्रेस बस मिली है 8088 में 16 बिट एड्रेस बस है 8085 में हमें यह मेमोरी के दो बैंक मिले है प्रत्येक में 512 किलो बाइट है 8088 में यह मेमोरी का सिंगल बैंक है फिर 8085 में 6 बाइट्स इंस्ट्रक्शन क्यू है लेकिन यहाँ पर 8088 में यह 4 बाइट्स इंस्ट्रक्शन क्यू है और 8086 में आपके पास 5 8 और 10 मेगा हर्ट्ज की क्लॉक स्पीड हो सकती है लेकिन 8088 में यह 5 या 8 मेगा हर्ट्ज है अब मिनिमम मोड ऑफ़ ऑपरेशन्स में 8085 में पिन 28 को सिग्नल M IO बार सौंपा गया है और 8088 के मामले में पिन 28 को सिग्नल IO M बार के रूप में सौंपा गया है यह 8085 में भिन्नता थी सिग्नल को 8086 में M IO बार कहा जाता था इसलिए उस संशोधन को वापस कर दिया गया है इसलिए यह 8088 में IO M बार है 8086 के मामले में हायर ऑर्डर बाइट को एक्सेस करने के लिए BHE बार सिग्नल का उपयोग किया गया था लेकिन 8088 में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेटा चौड़ाई केवल एक बाइट है तो यह BHE बार सिग्नल 8088 में नहीं है अन्यथा आंतरिक ऑपरेशन और सब कुछ समान है अगली बात जिस पर हम गौर करेंगे वह है कोप्रोसेसर 8087 8086 अन्य मास्टर्स के साथ काम कर सकता है और जैसा कि हमने देखा है कि 8086 के इंस्ट्रक्शन सेट में एक प्रावधान है जिसके द्वारा आप बता सकते है कि ये इंस्ट्रक्शंस कोप्रोसेसर के लिए है आप कह सकते है कि इंस्ट्रक्शंस एस्केप सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस है और यदि 8086 प्रोसेसर पाता है कि यह एस्केप प्रकार का इंस्ट्रक्शन है तो वह इंस्ट्रक्शन को कोप्रोसेसर को भेज देगा तो 8087 कोप्रोसेसर में से एक है जो बहुत व्यापक रूप से 8086 के साथ उपयोग किया जाता है इसलिए यह मूल रूप से जटिल मैथेमैटिकल ऑपरेशन्स करने के लिए एक कोप्रोसेसर है आपने देखा है कि 8086 अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन्सकर सकता है लेकिन इसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन नहीं हो सकता है तो इस कोप्रोसेसर द्वारा उन कार्यों को किया जा सकता है एक मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में दो या अधिक प्रोसेसर होते है और पूरे कार्य को उप कार्यों में विभाजित किया जाता है और उन्हें अलग अलग प्रोसेसर्स को वितरित किया जाता है तो फायदा यह है कि बेहतर सिस्टम थ्रूपुट है जिसका मतलब है कि सिंगल प्रोसेसर होने के बजाय अब हमें एक से अधिक प्रोसेसर मिल गए है इस तरह से हमें यह फायदा हुआ है कि यह हमें अधिक कम्प्यूटेशनल पावर प्रदान कर रहा है प्रत्येक प्रोसेसर के पास लोकल मेमोरी या IO डिवाइसेस तक पहुंचने के लिए अपनी लोकल बस होगी इसलिए अधिक पैरेलल प्रोसेसिंग हासिल की जा सकती है तो प्रोसेसर के पास एक लोकल मेमोरी और लोकल IO पोर्ट्स होंगे जिसके द्वारा यह लोकल रूप से मेमोरी लोकेशन और IO पोर्ट्स तक पहुंच जाएगा और जब भी इसे कुछ ग्लोबल मेमोरी लोकेशन तक पहुंचने की आवश्यकता होती है तो प्रोसेसर के बीच कुछ सिंक्रनाइज़ेशन होना चाहिए तो सिस्टम संरचना अधिक फ्लेक्सिबल हो जाती है एक सिस्टम में अन्य माड्यूल्स को प्रभावित किए बिना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए माड्यूल्स को आसानी से जोडा या हटाया जा सकता है तो आप दूसरों को प्रभावित किए बिना मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में अधिक संख्या में प्रोसेसर को संलग्न कर सकते है और यही इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का सार है 8087 विशेष रूप से पूर्णांक और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को शामिल करने वाली गणितीय गणना का ध्यान रखने के लिए बनाया गया है इस तरह 8087 8086 प्रोसेसर को जटिल ऑपरेशन करने से राहत देता है और उन कार्यों को 8087 द्वारा किया जा सकता है इसलिए 8087 को मैथ कोप्रोसेसर या न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसर या NDP भी कहा जाता है इस तरह हम 8087 से कई मैथमेटिकल ऑपरेशन्स करवा सकते है जबकि 8086 आंतरिक संगणना के संदर्भ में कुछ अन्य कार्य करता है तो इसके लिए आपको 8086 को मैक्सिमम मोड में रखना होगा और फिर आप रिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स के माध्यम से इस 8087 को 8086 के साथ जोड़ सकते है यदि आप 8087 की विशेषताओं को देखते है तो आप देखेंगे कि यह इन्टिजर डेसीमल और रियल डाटा टाइप्स पर 2 से 10 बाइट्स की लंबाई के साथ काम कर सकता है 10 बाइट्स मतलब यह बड़ी संख्या को संभाल सकता हैतो10 बाइट्स का मतलब है कि यह 80 बिट संख्या को संभाल सकता है 8087 के इंस्ट्रक्शन सेट को स्क्वायर रुट एक्सपोनेंशियल टयाजेंट फ़ंक्शन मिले है तो सामान्य एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा आप एक संख्या के स्क्वायर रुट एक्सपोनेंशियल की भी गणना कर सकते है और जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये संख्या 10 बाइट्स लंबी हो सकती है और आप इन सभी चीजों कि आसानी से गणना कर सकते है जैसे कि कुछ मूल्य के स्क्वायर रुट एक्सपोनेंशियल टयाजेंट और इसके अलावा एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे अन्य संचालन निश्चित रूप से होते है यह हाई परफॉरमेंस न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसर है इसलिए यह लगभग 27 माइक्रोसेकंड में 264 बिट रियल नंबर्स को गुणा कर सकता है और लगभग 36 माइक्रो सेकंड में वर्गमूल की गणना कर सकता है तो यह एक बड़ी बात है क्योंकि 264 बिट रियल नंबर यह 27 माइक्रोसेकंड में गुणा कर सकता है 8086 के मामले में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विशेष रूप से डिवीजन ऑपरेशन सामान्य 16 बिट संख्या के लिए लगभग 80 साइकल्स लेता है 27 माइक्रोसेकंड में यह 64 बिट रियल नंबर्स का ऑपरेशन समाप्त कर देगा तो यह एक बहुत बड़ा सुधार है और 36 माइक्रोसेकंड में वर्गमूल भी प्राप्त किया जा सकता है तो इस तरह से हम 8086 प्रोसेसर को राहत देने के लिए 8087 पर गणितीय गणना कर सकते है यदि आप 8086 का उपयोग करके ये करना चाहते है तो आपको प्रोग्राम लिखना होगा तो यह सॉफ्टवेयर संचालित मॉड्यूल होगा और इस तरह इसमें अधिक समय लगेगा यह IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्डस का अनुसरण करता है IEEE द्वारा दिया गया एक स्टैंडर्ड है और 8087 उस स्टैंडर्ड का पालन कर रहा है इसलिए कोई अन्य पार्टी या कोई अन्य प्रोसेसर जो इस IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड का अनुसरण करता है वह इस 8087 को कोप्रोसेसर के रूप में उपयोग कर सकता है यह मल्टी बस कम्पैटिबल है इसलिए यह इस 8086 बस संरचना के साथ कम्पैटिबल है इसके बाद यदि आप इस पिन डायग्राम को देखते है तो 8087 में AD0 से AD7 लाइन्स है यह AD0 से AD15 लाइन्स है और यह एड्रेस 16 से एड्रेस 19 है यह बिल्कुल 8086 जैसा है यह एड्रेस बस संरचना डेटा बस और इन स्टेटस लाइन्स के साथ मल्टीप्लेक्सड है इसमें 16 मल्टीप्लेक्सड एड्रेस डेटा पिन्स और 4 मल्टीप्लेक्सड एड्रेस स्टेटस पिन्स होते है इसमें 8086 की तरह 16 बिट एक्सटर्नल डेटा बस और 20 बिट एक्सटर्नल एड्रेस बस हो सकता है इसलिए यह उपयोगी होगा इसमें प्रोसेसर क्लॉक रेडी और रीसेट सिग्नल को कोप्रोसेसर के लिए क्लॉक रेडी और रीसेट सिग्नल के रूप में लागू किया जाता है यह क्लॉक रीसेट और रेडी 8086 प्रोसेसर से आ रहे है और वे इस 8087 से भी जुड़े हुए है तो अगर कोई ग्लोबल रीसेट है तो यह रीसेट पिन 8087 को भी प्रभावित करेगा यह 8087 प्रोसेसर को भी रीसेट करेगा रिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स 8086 से इस एड्रेस और डेटा बस का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उपयोगी है फिर इंटरप्ट लाइन है जिसके द्वारा यह 8086 प्रोसेसर को बता सकता है कि ठीक है मेरा काम हो गया है अब आप इस रिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स पर जारी रह सकते है तो हम ऐसा कर सकते है 8087 में एक बिजी सिग्नल है और 8087 का बिजी सिग्नल 8086 टेस्ट बार इनपुट से जुड़ा हुआ है ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर 8086 को अगले इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करने से पहले 8087 से कुछ परिणाम की गणना करने की आवश्यकता है तो यूजर एक वेट इंस्ट्रक्शन के साथ 8086 को बता सकता है और टेस्ट बार पिन को तब तक देखते रहे जब तक वह पिन लो न हो जाए हमने इस वेट इंस्ट्रक्शन को पहले देखा है और हम जानते है कि यह टेस्ट बार पिन की जांच करता है मान लें कि हमें एक जटिल संगणना मिली है और यूजर चाहता है कि x की वैल्यू पहले गणना की जाए लेकिन x की वैल्यू केवल इस 8087 से की जा सकती है जैसे कुछ मूल्य का वर्गमूल मान ले की Y का वर्गमूल या ऐसा ही कुछ तो इसके लिए हमें 8087 चाहिए तो प्रोसेसर क्या करेगा इसके लिए यूजर को प्रोग्राम की आवश्यकता है तो यह वेट इंस्ट्रक्शन देगा और वेट इंस्ट्रक्शन से पहले यह इस SQRT इंस्ट्रक्शन को इस Y के लिए रखेगा और उससे पहले यह एस्केप रखेगा यह बताने के लिए कि यह मूल रूप से कोप्रोसेसर द्वारा एक्सेक्यूट किया जाने वाला एक इंस्ट्रक्शन है अब यह इस वेट इंस्ट्रक्शन को डालता है जिसका अर्थ है कि प्रोग्राम या 8086 प्रोसेसर तब तक इंतजार करेगा जब तक कि यह टेस्ट बार लाइन एक्टिव न हो जाए जब यह बिजी सिग्नल कम होता जा रहा है इसका मतलब है कि 8087 ने वर्गमूल गणना करना समाप्त कर दिया है तो संभवतः यूजर प्रोग्राम अगले इंस्ट्रक्शन के साथ जारी रख सकता है तो यही उद्देश्य है इसलिए बिजी आउटपुट पर एक लो सिग्नल यह दर्शाता है कि 8087 ने गणना पूरी कर ली है इसलिए 8086 अब जारी रह सकता है फिर यह रिक्वेस्ट और ग्रान्ट लाइन्स यह RQ GT 0 और RQ GT 1 है 8087 की ये रिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स 8086 के रिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स के पिन्स से जुड़ी हुई है हमारे पास कई मास्टर्स हो सकते है और इसलिए 8086 दो ऐसेरिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स प्रदान करता है 8087 में भी हमें इस तरह की दो रिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स मिली है इसलिए इस लाइन का उपयोग 8086 प्रोसेसर को एड्रेस और डेटा बस को रिलीज़ करने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है इसलिए जब एड्रेस और डेटा बस रिलीज हो जाती है तब यह रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है तो फिर यह GT लाइन ग्रांट सिग्नल आएगा और फिर प्रोसेसर बिना किसी समस्या के इस एड्रेस और डेटा बस तक पहुंच जाएगा इस तरह उसे पता चलेगा की 8086 ने एड्रेस और डेटा बस को रिलीज कर दिया है और यह उस के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होगा चूँकि 8086 से जुड़े ऐसे कई डिवाइसेस हो सकते है ऐसे दो डिवाइसेस लाइन 0 और लाइन 1 पर जुड़े हो सकते है तो यहाँ भी वही बात है फिर एक इंटरप्ट पिन होता है इंटरप्ट पिन इंटरप्ट मैनेजमेंट लॉजिक से जुड़ा होता है जिस समय त्रुटि स्थिति मौजूद है उस समय 8087 इस इंटरप्ट मैनेजमेंट लॉजिक के माध्यम से 8086 को इंटरप्ट कर सकता है इसलिए यदि एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ त्रुटि हुई है जैसे कि शून्य से विभाजित या ऐसा कुछ हो सकता है तो यह 8086 में एक इंटरप्ट भेज सकता है यह बताते हुए कि अंतिम गणना में कोई त्रुटि थी इस तरह से यह इंटरप्ट लाइन को सक्रिय किया जा सकता है और 8086 को सूचित किया जा सकता है कि अंतिम गणना में कुछ त्रुटि है फिर ये स्टेटस लाइन्स S0 बार S1 बार S2 बार तो यह इस तरह है कि अगर यह 1 0 0 है तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है फिर 1 0 1 यह मेमोरी रीड 1 1 0 यह मेमोरी राइट है और 1 1 1 यह निष्क्रिय है ये सेटिंग्स ऐसी ही है जो हमारे पास 8086 में है 8086 में इसी तरह की लाइन्स थी और दिलचस्प बात केवल 1 1 1 के लिए है जहां प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर रहा है यह निष्क्रिय मोड है 1 0 0 का भी उपयोग नहीं किया जाता है यह डिजाइनरों द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए छोड़ा जाता है जिसे प्रलेखित नहीं किया गया है और यह 1 0 1 और 1 1 0 मेमोरी ऑपरेशन रीड और राइट के लिए है फिर हमें ये QS0 और QS 1 लाइन्स मिली है यदि यह 11 है तो ऑपकोड के बाद के बाइट को क्यू से लिया जाएगा यदि यह 10 है तो क्यू खाली है तो वे भी 8086 के समान ही है इसी तरह हमें यह QS0 और QS1 बिट्स मिले है जो हमारे पास मौजूद इंस्ट्रक्शन क्यू की स्थिति दर्शा रहे है तो यह वैल्यूज 8087 प्रोसेसर पर आ रही है और 8087 को पता चल जाएगा कि यह स्टेटस है इसलिए इसके आधार पर यह अगले इंस्ट्रक्शन को क्यू से लाने का प्रयास करेगा या यदि क्यू खाली है तो यह कुछ भी नहीं करेगा यह बिजी सिग्नल को लो कर देगा बताते हुए कि इंस्ट्रक्शन समाप्त हो गया है तो ओवरऑल कनेक्शन इस प्रकार है 8087 इंस्ट्रक्शंस को 8086 में डाला गया है तो यह पहली बात है अब 8086 और 8087 इंस्ट्रक्शन बाइट्स रीड करते है और उन्हें संबंधित क्यू में डालते है 8086 और 8087 को अलग अलग इंस्ट्रक्शन क्यू मिल गए है इसलिए दोनों में इंस्ट्रक्शंस आते है और फिर उन्हें क्यू में डाला जाता है एक साईकल मतलब कोई ऑपरेशन नहीं है फिर 8087 इंस्ट्रक्शंस में 10111 पहले कोड बाइट के MSB के रूप में है तो यह ऑपकोड भाग है 11011 यह वह एस्केप प्रीफिक्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था फिर जब यह एस्केप प्रीफिक्स देखा जाता है तो 8086 समझ जाएगा कि यह मेरे एक्सेक्यूट करने के लिए नहीं है यह 8087 के लिए है इसलिए 8086 उस इंस्ट्रक्शन को छोड़ देगा और 8087 इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्युशन के लिए लेगा 8087 इन S2 बार से S0 बार पिन्स और 8086 की AD0 से AD15 लाइन्स की निगरानी करके इस ESC इंस्ट्रक्शन को ट्रैक करता है यह इस QS0 से QS1 को भी ट्रैक करता है यदि क्यू का स्टेटस 0 0 है तो यह कुछ नहीं करेगा क्यू स्टेटस 01 है तो 8087 पांच MSB बिट्स 11011 की तुलना करेगा 01 का मतलब है कि क्यू में कुछ बाइट है तो यह 11011 के साथ पांच सबसे महत्वपूर्ण बिट्स की तुलना करेगा अगर कोई मैच है तो उसकामतलब है यह एक एस्केप इंस्ट्रक्शन है फिर 8087 इंस्ट्रक्शन को फेच और एक्सेक्यूट करेगा यदि एक्सेक्युशन के दौरान कोई त्रुटि है तो 8087 एक इंटरप्ट भेजेगा अगर इस ESC एस्केप इंस्ट्रक्शन को डीकोड करने के दौरान कोई त्रुटि होती है तो यह एक इंटरप्ट भेज देगा अन्यथा यह सामान्य मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन करेगा इस RQ GT0 के लिए अतिरिक्त भागों की आवश्यकता हो सकती है उन लाइनों को सक्रिय किया जाएगा जिससे यह अतिरिक्त ऑपरेंड प्राप्त करने के लिए मेमोरी तक पहुंच जाएगा और 8087 बिजी पिन हाई है तो वह बिजी पिन टेस्ट बार पिन से जुड़ा हुआ है यह टेस्ट बार पिन अब एक्टिव नहीं है कुछ समय बाद जब 8087 ऑपरेशन खत्म कर रहा होगा तब यह बिजी सिग्नल कम हो जाएगा 8086 प्रोसेसर इस समय के लिए वेट इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट कर रहा हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि यदि गणना की गई इंस्ट्रक्शन वैल्यू 8086 के अगले इंस्ट्रक्शन के लिए उपयोगी है तो यह वेट इंस्ट्रक्शन के साथ प्रतीक्षा करेगा और जब यह टेस्ट बार पिन कम हो जाता है इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन एक्सेक्युशन समाप्त हो गया था और फिर 8087 ने मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू लिखा है और 8086 उस वैल्यू को ले सकता है तो यह कोप्रोसेसर है यदि आप उनके ऑपरेशन की तुलना करते है 8086 या 8088 तो यदि यह एक एस्केप सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तो यह कोप्रोसेसर को जगाएगा यह इस 8086 या 8088 की निगरानी करेगा और फिर यदि यह एस्केप इंस्ट्रक्शन नहीं है तो 8086 इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करेगा फिर यदि वहा वेट इंस्ट्रक्शन है तो यह वेट स्टेट में जाएगा दूसरी ओर यदि यह एस्केप सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन है तो जो कोप्रोसेसर 8086 या 88 की निगरानी कर रहा था उसे ट्रिगर किया जाएगा उसे पता चलेगा कि यह एस्केप इंस्ट्रक्शन है यह होस्ट टेस्ट पिन को डीएक्टिवेट करेगा और विशिष्ट ऑपरेशन को एक्सेक्यूट करेगा इस तरहयहां ऑपरेशन एक्सेक्यूट किया जाएगा बेशक यह उन रिक्वेस्ट ग्रान्ट लाइन्स की मदद लेगा जिससे मेमोरी लोकेशंस तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है जहां ऑपरेंड हो सकते है फिर इंस्ट्रक्शन एक्सेक्युशन समाप्त होने के बाद यह उस बिजी लाइन को डीएक्टिवेट कर देगा और 8086 प्रोसेसर के लिए टेस्ट पिन को एक्टिवेट कर देगा तो यह प्रोसेसर को जगाएगा और फिर यह जारी रहेगा और यह कोप्रोसेसर इस 8086 88 पर फिर से नजर रखने के लिए वापस चला जाता है तो इस तरह इस कोप्रोसेसर को 8086 के साथ इंटरफ़ेस किया जा सकता है और वे एक इंटीग्रेटेड फैशन में काम करते है ताकि कोप्रोसेसर द्वारा कई ऑपरेशन किए जा सकें और 8086 उन कार्यों से छुटकारा पाएं